सुप्रभात हम पी एम डिज़ाइन दृष्टिकोण पर गौर करेंगे हम देख रहे हैं कि कैसे पी एम इंटरेक्शन कर्व बनाया जा सकता है और फिर हम एनबीसी के तहत रिइंफोर्सड मसोनरी डिज़ाइन के दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे है पी एम डिज़ाइन को कैसे संबोधित किया जाता है चूंकि डिज़ाइन कर्व पी एम इंटरेक्शन कर्व के रूप में विकसित नहीं होते हैं और आसानी से विभिन्न कॉन्फ़िगरेशंस रिइंफोर्सड मसोनरी वाली दीवारें उपलब्ध हैं जब आप डिज़ाइन करने में सक्षम होते हैं P और M के विशिष्ट संयोजन के लिए आवश्यक स्टील पर पहुंचने में कठिनाई होती है और चूंकि एक दृष्टिकोण पी एम इंटरैक्शन डायग्राम को खींचने के लिए दीवार के प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा जो उपलब्ध नहीं है या यदि आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते है लेकिन आप एक इमारत में कई दीवारों के साथ काम कर रहे हैं इसलिए रिइंफोर्सड कंक्रीट डिज़ाइन के विपरीत दृष्टिकोण सबसे सुविधाजनक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है जहाँ पी एम कर्व है डिज़ाइन कर्व आपको डिज़ाइन एड्स में उपलब्ध कराए जाते हैं अब रिइंफोर्सड मसोनरी डिज़ाइन में आपके पास वह नहीं है और दीवार कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग संयोजन हो सकते हैं और इसलिए डिज़ाइन कर्व पर पहुँचना रिइंफोर्सड कंक्रीट फ्रेम क्रॉस सेक्शन में उतना सीधा नहीं है तो हम पुनरावृति विधि के बारे में बात कर रहे थे हमने पिछले व्याख्यान में एक पुनरावृति विधि के बारे में बात की थी और आज हम दूसरी पुनरावृति विधि को देखते हैं और अगला असाइनमेंट जो पी एम डिज़ाइन के साथ काम करने जा रहा है आपको बारीकियों के माध्यम से ले जाएगा बातचीत के किस क्षेत्र में डिज़ाइन स्थित है और किस तरह से आप जांचते हैं कि उस संयोजन के लिए स्टील कितना पर्याप्त है इसलिए हमने पहली बार पुनरावृति विधि देखी जहां अनुमान तनाव नियंत्रण या कम्प्रेशन नियंत्रण क्रॉस सेक्शन में नियंत्रित करता है यह वह जगह है जहां से आप शुरू करते हैं और फिर चेक का एक सेट बनाएं और देखें कि क्या वह एक स्वीकार्य धारणा है और डिज़ाइन को पूरा करें दूसरी तकनीक समान है लेकिन उन क्षेत्रों से संबंधित है जिनमें आप स्थित हो सकते हैं आप यह जानने के लिए जांच करते हैं कि आप इंटरेक्शन कर्व के किस क्षेत्र में स्थित होंगे और प्रत्येक क्षेत्र के लिए आपके पास एक अधिकतम क्षण है जो सक्षम होना चाहिए और अगर डिज़ाइन का क्षण उस पल से कम है जो अनुभाग के लिए ले जा सकता है आपके द्वारा शुरू की गई स्टील की मात्रा को और यदि आप स्वयं उस क्षेत्र में हैं तो यह डिज़ाइन की प्रक्रिया पूरी करता है तो दूसरी विधि पहली विधि से थोड़ी अलग है लेकिन वे पहचानने की समान आवश्यकताएं से आती हैं कि आप किन क्षेत्रों में आते हैं जहाँ तक पी एम इंटरेक्शन कर्व का संबंध है जैसा कि हम जांच कर रहे हैं पी एम इंटरेक्शन कर्व आप जानते हैं कि मोटे तौर पर तीन संभव स्थितियाँ हैं जो P और M के संयोजन लागू अक्षीय बल और बाहरी क्षण जो दीवार पर हैं और तीन अलग अलग स्थितियों में ले जा सकता है पहली शर्त यह है कि दीवार अनकरैकेड है आपके पास दीवार में बेन्डिंग की कुछ मात्रा है लेकिन मुख्य रूप से आपके पास कम्प्रेशन है पूरी दीवार में कम्प्रेशन है खंड एक अनकरैकेड स्थिति में है यदि आप बार प्रदान कर रहे हैं तो वह कम्प्रेशन में हैं और पूरी दीवार कम्प्रेशन में है दूसरा मामला यह है कि जहां विलक्षणताएं ऐसी हैं कि मसोनरी अनुभाग अब क्रैकेड हैं लेकिन दीवार का क्रैकेड क्षेत्र ऐसा है जो क्रैकेड क्षेत्र की लंबाई या कंप्रेस्ड क्षेत्र की लंबाई ऐसी है कि सभी स्टील जो आप प्रदान कर रहे हैं वह अभी भी कम्प्रेशन में हैं तो क्रैकेड क्रॉस सेक्शन लेकिन स्टील अभी भी कम्प्रेशन में है और आप जैसे ही प्रगति करते हैं स्टील रिइंफोर्समेन्ट तनाव में चला जाता है और इसलिए तीसरा क्षेत्र वह जगह है जहां दीवार टूट गई है और स्टील भी तनाव में है तो ये 3 क्षेत्र हैं जिसकी प्राथमिकताओं में जांच करनी चाहिए जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि पहले दो क्षेत्र सरल हैं क्योंकि आप वास्तव में अधिकतम पल पहले दो क्षेत्रों में का अनुमान लगाने के लिए एक बंद फार्म समाधान पर पहुंच सकते हैं जहां मूल रूप से मसोनरी कम्प्रेशन नियंत्रित कर रहा है तीसरा क्षेत्र वह है जहाँ तनाव नियंत्रित होता है और जहाँ तनाव नियंत्रित करता है वहां आपको एक पुनरावृति प्रक्रिया का उपयोग करने की आवश्यकता है तो तीसरा क्षेत्र है जहाँ पुनरावृति प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है या आवश्यक है तो जिन 3 क्षेत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं मूल रूप से आप पी एम इंटर एक्शन डायग्राम से परिचित हैं क्षेत्रों 1 2 और 3 पहला क्षेत्र एक बिंदु तक है जहां दीवार में दरार हैं तो हम मूल रूप से क्या करते हैं हम एक गैर आयामी पैरामीटर का उपयोग करते हैं और हम गैर आयामी पैरामीटर M Pd को परिभाषित करेंगे M P एक्सेंट्रिसिटी के लिए परिभाषा हैं तो हम वास्तव में ed को देख रहे हैं इसलिए यह एक गैर आयामी पैरामीटर बन जाता है तो यह एक्सेंट्रिसिटी डिवाइडेड बय स्टील रिइंफोर्समेन्ट से कम्प्रेशन फाइबर के केंद्र से दूरी है तो जिस तरह से डायग्राम में डी परिभाषित है यह स्टील के रिइंफोर्समेन्ट का केंद्र है जहां t किनारे पर कम्प्रेशन फाइबर जो d है पर कार्य कर रहा है इसलिए यह मूल रूप से प्रभावी गहराई है तो अनुपात M P जो कि एक्सेंट्रिसिटी ed है वह गैर आयामी पैरामीटर है जो आप उपयोग कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन के रैखिक लोचदार व्यवहार के लिए यह एक्सेंट्रिसिटी पर आधारित है हमारे लिए यह निर्धारित करना संभव है कि हम बातचीत के किस हिस्से में हैं तो सीमित एक्सेंट्रिसिटी की लंबाई को 6 से विभाजित करे आप अखंडित भाग में हैं और फिर एक क्रैक होने पर आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या स्टील रिइंफोर्समेन्ट अब तनाव में हैं या स्टील रिइंफोर्समेन्ट कंप्रेशन में है तो यही वह आधार है जिसके साथ ये दो रेखाएं आपके पास ये दो सीधी रेखाएं हैं जो दीवार की जोमेट्री के संबंध में गैर आयामी पैरामीटर MPd के संदर्भ में व्यक्त की गई है और दीवार की लंबाई lw और तनाव के रिइंफोर्समेन्ट केंद्र से कम्प्रेशन फाइबर के आखिरी दूरी तक और यह पैरामीटर α जो इसके अतिरिक्त लाया गया है यह पैरामीटर α दीवार के केन्द्र के संबंध में तनाव परिणाम की एक्सेंट्रिसिटी है इसलिए यदि आप खंडित या अखंडित क्षेत्र में हैं तो स्थापित करने के लिए हम इन मापदंडों का उपयोग कर रहे हैं तो ये सीधी रेखाएं जो मूल से जाती हैं और आपको किस क्षेत्र में हैं यह परिभाषित करती हैं जैसा कि मैंने कहा कि क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 में तनावों का रैखिक लोचदार वितरण दिया गया है दीवार के क्रॉस सेक्शन में आप अधिकतम पल स्थापित कर सकते हैं और इसके बाहरी क्षण के खिलाफ जांच करें जो दीवार पर है और देखें कि क्या आप एक निश्चित क्षेत्र में हैं और स्टील रिइंफोर्समेन्ट की मात्रा जो आपने प्रदान की है या स्टील रिइंफोर्समेन्ट के बिना भी यह 1 और 2 के क्षेत्रों में दीवार पर पी एम की मांग को बंद फार्म तरीके से पूरा कर सकता है और फिर आप क्षेत्र 3 में जाते हैं जहां पुनरावृति की आवश्यकता होती है क्योंकि आप तनाव नियंत्रित क्षेत्र या कम्प्रेशन नियंत्रित क्षेत्र 3 में हो सकते हैं लेकिन डिज़ाइन के अनुसार क्षेत्र 3 में यह आवश्यक है कि आपके पास एक तनाव नियंत्रित डिज़ाइन हो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस क्षेत्र में स्टील में अनुमेय तन्यता तनाव डिज़ाइन को नियंत्रित करता है तो यह आवश्यक है कि आप तनाव नियंत्रित क्षेत्र में आते हैं लेकिन तनाव को देखते हुए आप कम्प्रेशन नियंत्रित क्षेत्र में हो सकते हैं और इसलिए आपको तनाव नियंत्रित क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है तो इस पुनरावृति की आवश्यकता होगी और यही कारण है कि हम नहीं जानते कि क्षेत्र 3 में कहां है तो मूल रूप से आपका पहला चेक इस गैर आयामी पैरामीटर M Pd का अनुमान लगाने के लिए होगा और जाँच करें कि दीवार किस क्षेत्र में हैं तो यदि M Pd यहाँ इस मात्रा से कम है पूरी दीवार क्रॉस सेक्शन अनियत्रित है और आप क्षेत्र 1 में हैं और हम संतुलन के अनुमान से अधिकतम राशि का उपयोग करेंगे जो कि दी गई दीवार के डिज़ाइन के लिए स्टील की मात्रा प्राप्त करने में लगाना चाहिए अगर आप 2 α का यह अनुमान लगाते हैं दीवार में बलों और परिणामों की स्थिति के लिए 3 और अगर M Pd का मूल्य 2 α से कम है 3 तो स्टील भी कम्प्रेशन में है दीवार खंडित हैं लेकिन स्टील में कम्प्रेशन हैं लेकिन अगर M Pd का मूल्य 2 α से अधिक है तो यह 3 ऐसी स्थिति हैं जहां स्टील तनाव में है इसलिए आप जानते हैं कि आप क्षेत्र 2 या क्षेत्र 3 में हैं क्षेत्र 2 फिर से कम्प्रेशन नियंत्रित है और आप उस क्षेत्र में एक बंद प्रपत्र अभिव्यक्ति स्थापित कर सकते हैं यदि आप क्षेत्र 3 में आते हैं तो पुनरावृति प्रक्रिया की आवश्यकता है इसलिए हम क्षेत्र 3 के लिए भी समग्र प्रक्रिया से गुजरेंगे और अगले काम में तुम तुलना करो कि 2 पुनरावृति प्रक्रियाएं पी एम डिज़ाइन की जांच स्थापित करने के लिए कैसे काम करती हैं तो बंद फॉर्म भाव दीवार में तनाव के वितरण से आते हैं जबसे क्षेत्र 3 पुनरावृति है आपको वास्तव में कुछ मान्यताओं के साथ शुरू करना होगा और आप वितरण के साथ शुरू होने जा रहे है स्टील का क्या विन्यास आप चाहते हैं और स्टील का प्रतिशत क्या है और फिर हम मान लेते हैं कि तनाव नियंत्रण और जाँच करता है कि क्या स्थिति ऐसी है कि तनाव नियंत्रण हैं यदि कम्प्रेशन नियंत्रित होता है तो आप वापस आते हैं और एक और चक्कर यह सुनिश्चित करने के लिए लगाते हैं की पुनरावृति अभी भी क्षेत्र 3 में हैं और तनाव ही डिज़ाइन को नियंत्रित करता है तो यह समग्र दृष्टिकोण है चरण 1 में आपको वास्तव में पी और एम के आधार पर अनुमान लगाना होगा गणना करें कि यह मात्रा अल्फा क्या है यह एक नई मात्रा हैं जो हम शुरू कर रहे हैं हम पहले इसके साथ काम नहीं कर रहे थे यह मात्रा अल्फा वह दूरी है जहां से स्टील के भार तनाव के केंद्रक पर कार्य कर रहा है प्रभावी गहराई d तक सामान्यीकृत होता है जो कि किनारे के कम्प्रेशन फाइबर से होता है तनाव स्टील के केन्द्र तक इसलिए एक बार जब आप अल्फा का अनुमान लगाते हैं तो आप M Pd की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं और देखें कि आप किस क्षेत्र में हैं इसलिए मैं राष्ट्रीय भवन कोड के एनेक्स एफ का संदर्भ दे रहा हूं जहाँ आप इस प्रक्रिया को पाएंगे जो हम बात कर रहे हैं और पहली प्रक्रिया जिसके बारे में हमने बात की और पिछली तालिका जिसको आपने 3 क्षेत्रों की पिछली स्लाइड में देखा आप तालिका 34 में उसको पा सकते हैं तो एक बार आप अल्फा और M Pd का अनुमान लगाते हैं तब आप जाँच कर सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में आते हैं और उसके आधार पर अधिकतम पल के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं इसलिए इस क्षेत्र के आधार पर अगर आप पूरी तरह से कम्प्रेशन क्षेत्र 1 में हैं और आप फ्लेक्सोरल कम्प्रेशन नियंत्रित मसोनरी में होते हैं और इसलिए आपके पास Fb होगा जो मसोनरी में अनुमेय संकुचित तनाव हैपहले से परिभाषित फ्लेक्सोरल कम्प्रेशन के कारण वो अधिकतम अनुमेय तनाव है यदि संपूर्ण क्रॉस सेक्शन में कंप्रेशन हो तो इसकी अनुमति दी जाती है इसलिए इस डायग्राम के अनुसार क्रॉस सेक्शन में कोई तनाव नहीं है पूरा खंड कम्प्रेशन के अंदर है तो आप मूल रूप से अनुमान लगाते हैं कि कितना अधिकतम पल दीवार क्रॉस सेक्शन पर ले सकता है आपके पास तनाव का एक त्रिकोणीय वितरण है जो तनाव ढाल हैं क्योंकि पूरी दीवार कम्प्रेशन में है लेकिन आपके पास एक तनाव ढाल है आप अधिकतम पल का अनुमान लगाते हैं जो दीवार उठा सकती हैं सीमित अनुमेय तनाव जो फ्लेक्सोरल कम्प्रेशन पर आधारित है बेशक आपको इस लोड की एक्सेंट्रिसिटी के प्रभाव को कम करना होगा और यह वह हिस्सा है जिसे आप देखते हैं तो अगर आप क्षेत्र 1 में हैं और Mm की गणना की है तो गणना इस प्रकार बाहरी पल की तुलना में अधिक है जो दीवार के अधीन है तो आपके पास एक दीवार का क्रॉस सेक्शन है जिसे पर्याप्त रूप से पी एम को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है तोकोई रिइंफोर्समेन्ट नहीं है यहां स्टील रिइंफोर्समेन्ट को प्रभावी नहीं माना जाता है क्योंकि पूरी दीवार क्रॉसिंग में है कम्प्रेशन में और जो फ्लेक्सोरल कम्प्रेशन को नियंत्रित कर रहा है और मसोनरी इस क्षेत्र में शासन कर रही हैं आप को अभी भी स्टील रिइंफोर्समेन्ट प्रदान करना होगा और वह न्यूनतम स्टील रिइंफोर्समेन्ट हैं जो दीवार के प्रकार के आधार पर प्रदान करना होगा जिसे आप देख रहे हैं आपकी दीवार टाइप B और टाइप C NBC के अनुसार हैं आप एनबीसी के अनुसार डिज़ाइन के लिए जाएंगे लेकिन एनबीसी में निर्धारित न्यूनतम स्टील लेंगे तो आपको यह डिज़ाइन करना होगा जैसे आपके पास P और M का संयोजन हैं जो दीवार को क्षेत्र 1 में रखता है इसे दीवार में किसी भी स्टील की डिज़ाइन की आवश्यकता नहीं होती है जो दीवार पर पी प्लस एम हैं हालांकि पहले से ही कुछ न्यूनतम स्टील आवश्यकता है अगर यह दीवार प्रकार बी या सी हैं तो इसको प्रदान किया जाना है लेकिन आप स्टील को डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं और इसे इस दीवार में नहीं रख रहे हैं क्योंकि यह पी प्लस एम संयोजन के स्तर के लिए आवश्यक नहीं है इसी तरह की स्थिति जब आप दूसरे क्षेत्र में हैं तब देखेंगे दूसरे क्षेत्र में दीवार खंडित है लेकिन आप अभी भी मसोनरी के संकुचित तनाव से नियंत्रित हैं इसलिए Fb शासन कर रहा है यहां फिर से जहां तक डिज़ाइन का सवाल है स्टील की आवश्यकता नहीं है तो स्टील का क्षेत्र यह पी प्लस एम की आवश्यकता से बाहर नहीं आता है यह भूकंपीय क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एनबीसी के अनुसार आवश्यक न्यूनतम स्टील से ही आता हैं तो इस मामले में आप देखते हैं कि अधिकतम पल का अनुमान दीवार के टूटे हिस्से में त्रिकोणीय वितरण से आता हैं लेकिन सभी सलाख़े अभी भी कम्प्रेशन में हैं और Fb में सीमित तनाव फिर से है जो मसोनरी में अनुमेय फ्लेक्सोरल कंप्रेसिव तनाव हैं इसलिए क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 सरल हैं आपके पास यह अभिव्यक्ति रैखिक लोचदार वितरण से आ रही है और आप एम बाहरी पल के खिलाफ Mm की जांच कर सकते हैं और स्वयं दीवार अपने आयामों के आधार पर अक्षीय बल प्लस झुकने का पल की कार्रवाई का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए वैसे यह प्रक्रिया और पिछली प्रक्रिया इन प्लेन और आउट ऑफ़ प्लेन डिज़ाइन दोनों के बारे में मान्य है तो ये प्रक्रियाएं डिज़ाइन चेक या डिज़ाइन गणना करने के लिए हैं जो इन प्लेन झुकने और आउट ऑफ़ प्लेन के मामले में उपयोग किया जा सकता है इसलिए क्षेत्र 3 वह है जहां आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप तनाव से या कम्प्रेशन से शासित हैं मसोनरी में कम्प्रेशन द्वारा नियंत्रितस्टील में तनाव से नियंत्रित और इसलिए एक पुनरावृति प्रक्रिया है जिसका अर्थ है हम स्टील के कुछ क्षेत्र से शुरू करना है और फिर मूल धारणा की जांच करनी है हम स्टील के संचालन में तनाव की धारणा के साथ शुरू करें और वापस आकर देखें कि क्या यह एक मान्य धारणा है अन्यथा कुछ परिवर्तन करें तो जिस तरह से हम जा रहे हैं वास्तव में हम नहीं जानते की तटस्थ अक्ष गहराई क्या है पी प्लस एम के संयोजन के लिए जो हम दीवार के लिए देख रहे हैं तो kd एक ऐसी चीज है जिसे हम अभी भी नहीं जानते हैं और यही कारण है कि हमें पुनरावृति दृष्टिकोण की आवश्यकता है इसलिए हम यह मानकर शुरू करते हैं कि कम्प्रेशन केन्द्र एज फाइबर से ए दूरी पर स्थित है और फिर हम उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मान लेते हैं की स्टील रिइंफोर्समेन्ट तनाव में है जो Fs द्वारा स्टील के अनुमेय तन्यता तनाव में सीमित है और आप गणना शुरू करते हैं अब आप अनुमान लगाए कि इस आवश्यकता के लिए स्टील का क्षेत्र क्या होगा आप अपनी गणना में ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां स्टील का क्षेत्र नकारात्मक हो सकता हैं जिसका यह तात्पर्य है कि P M कि दीवार में तनाव स्टील की जरूरत नहीं है आपको बस न्यूनतम स्टील प्रदान करना है जो कोड के अनुसार आवश्यक है लेकिन इसके लिए डिज़ाइन स्टील आवश्यक नहीं है यह विशेष स्थिति है कि स्टील के क्षेत्र का नकारात्मक मूल्य होगा तो यहां आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीवार पर क्या अभिनय कर रहा है जो मूल रूप से दीवार की दरार के कारण हैं और एक्सेंट्रिसिटी की वजह दरार हैं यह वह धारणा है जिसे आपको बनाना होगा क्योंकि आप नहीं जानते कि तटस्थ अक्ष वास्तव में कहां है स्टील के क्षेत्र का पहला अनुमान लगाने के लिए आप स्टील के क्षेत्र का अनुमान लगाते हैं और फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं एक अनुभवजन्य रूप से विकसित होने की प्रक्रिया हैं और इसलिए आप अनुमान लगाएंगे आप इस मान को a 2 देख सकते हैं और अगर a 2 a के बराबर है तो आपकी गणना अभिसरण तक पहुंच गई है यदि नहीं तो अगले चरण में a 2 को a ले और तब तक जारी रखे जब तक a2 अभिसरण पर हो तो यह एक पुनरावृति प्रक्रिया है जो यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि तटस्थ अक्ष के स्थान की आपकी धारणा सही है या नहीं तो यह एक सरल पुनरावृति प्रक्रिया हैं कुछ चरणों में अभिसरण करना चाहिए आप a 2 और a के बीच का अंतर कम कर सकते हैं जो आप गणना में मान रहे हैं और फिर उसको जल्दी से अभिसरण करें और फिर आपको यह जाँचने की आवश्यकता है कि क्या तनाव नियंत्रित मानदंड सही है या नहीं इसलिए यदि पुनरावृत्तियाँ आपके a के मान को कम करती हैं तो सही हैं और इसलिए आप तटस्थ अक्ष गहराई को जानते हैं और आपकी गणना सही है दीवार तनाव रिइंफोर्समेन्टद्वारा सीमित है Fs जिसे आपने स्टील में अनुमेय तन्य तनाव के रूप में इस्तेमाल किया है और आप विश्लेषण को पूरा कर सकते हैं और a का अनुमानित अंतिम मूल्य पता लगा सकते हैं और अपनी गणना में इसका उपयोग कर सकते हैं और यह वही होना चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और n मॉड्यूलर अनुपात हैं जो आप अपनी पिछली गणना में भी उपयोग कर रहे हैं अगर इस मान a की गणना करें और यदि परिणामी मान इस मान से कम है यह वह मूल्य हैं जो आपने अपनी पिछली गणनाओं में उपयोग किया हैऔर आपको एक परिवर्तित मूल्य मिलता है अगर वो अभिसरण मूल्य इस सीमित मूल्य से कम है तो आपका विश्लेषण पूरा हो गया है तनाव नियंत्रित धारणा सही है और आप स्टील के उस क्षेत्र का उपयोग करने कर सकते हैं जो आपने उस सेट की गणना के लिए उपयोग किया है जो आवश्यक स्टील के अंतिम क्षेत्र के रूप में हैं अगर a का मूल्य अभिसरण की प्रक्रिया द्वारा अनुमानित मूल्य से अधिक है a का सीमित मूल्य तो a के सीमित वो मूल्य हैं जो स्टील में तनाव द्वारा विभाजित मसोनरी में तनाव जो फ्लेक्सुरल कम्प्रेशन के तहत हैं इसलिए यदि ऐसा है तो आप अगले स्टेप पर जाएं और फिर एक्सप्रेशन द्वारा दिए गए स्टील के क्षेत्र की गणना करें और इस मामले में आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहां अंडर रूट में पिछला टर्म नकारात्मक हो सकता है अब ऐसी स्थिति में मूल रूप से इसका तात्पर्य है कि दीवार की कम्प्रेशन क्षमता अपर्याप्त है तो अगर दीवार की कम्प्रेशन क्षमता अपर्याप्त है तो आप दीवार की चौड़ाई बढ़ाएं इसका अर्थ हैं आप निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में चले गए हैं जहां दीवार के महत्वपूर्ण क्षण हैं दीवार के महत्वपूर्ण हिस्से में दरार है और आप इस परिस्थिति के लिए स्टील डिज़ाइन कर रहे हैं हालांकि दीवार की कम्प्रेशन क्षमता से समझौता किया जाता है ताकि आप वापस जाए और दीवार के समग्र कॉन्फ़िगरेशन को बदलने की आवश्यकता है तो तुम मसोनरी की ताकत बढ़ा सकते हो जिसका मतलब है कि Fb बदल जाएगा या बी बढ़ जाएगा जो दीवार की चौड़ाई है तो अगर मामले में तनाव नियंत्रित मानदंड संतुष्ट नहीं है तब a का अनुमान लगाए यदि अंडर रूट नकारात्मक है तो भौतिक निहितार्थ हैं जिसे संबोधित किया जाना है जो कम्प्रेशन क्षमता की कमी है डिजाइन की ताकत या दीवार के क्रॉस सेक्शन में बदलाव की आवश्यकता है आपको इस चीज के बारे में सावधान रहना होगा हम अंडर रूट के बारे में बात कर रहे थे और फिर आप जांचने के लिए आगे बढ़ते हैं कि इस स्थिति के लिए स्टील का क्षेत्र क्या सही है अब हम कम्प्रेशन नियंत्रित स्थिति में हैं यह तनाव नियंत्रित स्थिति नहीं हैं और इसलिए हम स्टील की मात्रा में बदलाव कर रहे हैं जो हम दीवार में डालते हैं ताकि हम तनाव नियंत्रण की स्थिति में हो अंतिम चरण में यह सुनिश्चित करना है कि हम क्षेत्र 3 के तनाव नियंत्रित हिस्से में डिज़ाइन वापस लाते हैं और वह स्टील के क्षेत्र का अंतिम अनुमान है तो असाइनमेंट 3 ये बताएगा की गणना कैसे विकसित होती हैं और मूल धारणाएं जिनके साथ ये गणना की गई है लेकिन यह पुनरावृति और परीक्षणों के आधार पर हैं जो रिइंफोर्सड मसोनरी पर हैं और तनाव के वितरण की समझ जो रिइंफोर्सड मसोनरी में दीवार के क्रॉस सेक्शन पर है लेकिन गैर रैखिक पी एम इंटरैक्शन को ध्यान में रख कर हमने वास्तव में इस दृष्टिकोण में ही गैर रेखीय पी एम इंटरैक्शन को माना है हमने पी एम के लिए डिज़ाइन देखा है हमने शुद्ध अक्षीय बल डिज़ाइन को देखा हैं हमने रिइंफोर्सड मसोनरी की दीवार में उन भावों को देखा जो शुद्ध अक्षीय बल डिज़ाइन के लिए विकसित किए गए हैं फिर हमारे पास शियर डिज़ाइन है जिसे संबोधित करना है उस के साथ घटक स्तर का डिज़ाइन पूरा हो गया है और फिर हम मसोनरी वाली इमारतों में सिस्टम स्तर के डिज़ाइन को देखेंगे फिर दीवारों पर मांगों पर पहुंचे और फिर घटकों की डिज़ाइनिंग पर वापस आएँगे